सिद्धार्थ मातुरी हेलो दोस्तों हम आज डिजाइन थिंकिंग की अवधारणा का प्रयोग करके वर्तमान पीढ़ी के स्कूल जाने वाले छात्रों की कुछ समस्याओं का वर्णन करके एक केस स्टडी का निर्माण करेंगे पुणे में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हमारा केंद्र बिंदु होंगे छात्रों के सामने आने वाली कुछ समस्याएं जो हमने पहचानी है वे इस प्रकार है सीखने के डिजिटल तरीकों व सामग्री तक उनकी पहुंच ई लर्निंग और बाकी सारे एप्लीकेशंस और तरीके जो कि इस उम्र के विद्यार्थियों को उपलब्ध है उन तक कितनी आसानी से पहुंचते है यह नोट्स लिखने की प्रक्रिया के बारे में है की छात्र कितनी कुशलता से नोट्स ले पाते हैं और फिर लिखित सामग्री का विद्यालय के नोट्स ट्यूशन के नोट्स परीक्षा की तैयारी के नोट्स और फिर आजकल डिजिटल माध्यम द्वारा उपलब्ध वीडियो के नोट्स में वर्गीकरण कितनी कुशलता से कर पाते हैं तो मूलतः हमें यह देखना है लिखने या नोट्स लेने का कार्य कितनी कुशलता से चल रहा है और इनको संयोजित करने का कार्य भी कितनी कुशलता से हो रहा है तो यह समस्या का विवरण हो गया हम अब डिज़ाइन थिंकिंग का प्रयोग करके एक नतीजे तक पहुंचेंगे जिससे कि हम इन समस्याओं के लिए एक उत्पाद या सेवा बना सकें प्रोफेसर ठीक है मुझे लगता है कि आपने काफी ज़िम्मेदार भरी समस्या ली है आपने समस्या को जिस नज़रिए से देखा मुझे बहुत पसंद आया सिद्धार्थ मैंने आपको और आपकी पूरी टीम को पहले भी देखा है और इन विशेष वर्ग के विद्यार्थियों पर आपका खास ध्यान अच्छा बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि वह बीच की स्थिति है जहां पर की घर मैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों तक उनकी पहुंच है वे उन्हें पसंद करते हैं उनके बारे में जानते हैं वे इसके जादूगर की तरह हैं और वास्तव में अपने माता पिता से बेहतर है परंतु विद्यालय में उन्हें अभी भी पैन से लिखना पड़ता है पैन को सही प्रकार से पकड़ना पड़ता है लिखाई अच्छी ना होने पर उन्हें सजा मिलती है उन्हें अपने साथ बहुत सारा सामान जैसे कि किताबें और नोटबुक भी लानी पड़ती है मैं शुरुआत में नॉइन की पूरी टीम की इस मुद्दे को हमारी केस स्टडी में लाने के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि मुझे यह काफी पसंद आया अब मेरे लिए उचित प्रश्न यह है की डिज़ाइन थिंकिंग यदि आप सोचें जो हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है आप जो मेरी कक्षा में थे तो यह जान चुके हैं तो दूसरे के नज़रिए को समझना विश्लेषण समाधान और परीक्षण यह इसके विस्तृत भाग है टीम का कोई भी व्यक्ति अब मुझे बताएं की क्या आपने वास्तव में देखा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप उस वर्ग का हिस्सा नहीं है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं और आप अब बच्चे भी नहीं हैं हालांकि मैं चाहूँगा कि आप बच्चे हो पर वास्तव में आप हैं नहीं इसलिए मैं वाकई में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह कहां और कैसे हुआ यह किसने किया इस पर कुछ प्रकाश डालें क्या आप इसे लेकर आए या आप आपने ऐसा कैसे किया क्या आप एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिर गया इसके पीछे की कहानी क्या है सुप्रतिव दास इसका उत्तर देने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा की समस्या नोट्स लिखने की प्रक्रिया में है अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली में हम सब नोट्स लिखने के लिए लिए नोटबुक का प्रयोग करते हैं नोट्स के साथ यह समस्या है कि वह कागज पर होते हैं जगह लेते हैं और उनका वजन भी होता है तो बहुत सारे नोट्स को लेकर चलने में परेशानी होती है दूसरा कारण इनके प्रबंधन से संबंधित है रोज के जीवन में एक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कक्षा में इतने सारे विषय पढ़ाए जाते हैं कि उसके लिए यह याद रखना कि उसने वास्तव में नोट्स कहां लिखें आसान नहीं होता यह बहुत छोटा सी बात हो सकती है परंतु यह बात कहीं भी लिखी हो सकती है और इसे ढूंढ निकालना विद्यार्थी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है और आप कल्पना कीजिए कि किसी को दिनभर बहुत सारे नोट्स संभाल के रखने पड़ते हो तो महीनों में इनका ढेर और बढ़ जाएगा फिर इनको सुव्यवस्थित रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इतने सारे नोट्स में से ढूंढना उनका बचाव और यदि आप किसी और को ज्ञान बांटने के लिए अपने नोट्स देना चाहे तो इसमें भी समस्या होगी आपको याद नहीं कि आपने वह नोट्स कहां रखे हैं और यह जानने के लिए आप सुप्रतिव से पूछते हैं " क्या तुम्हारे पास वह नोट्स है " मैं कहूंगा शायद हां पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वह कहां रखे हैं तो यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिले जहां मैं वास्तव में इन नोट्स को बड़ी आसानी से ढूंढ पाऊं और आपको दे सकूं तो शायद है आपके लिए बहुत ही आसान होगा और हम दोनों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा मैं ठीक कह रहा हूं ना नितिन कुरियन सी ओ ओ निऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसा कि सिद्धार्थ कह रहे थे डिजिटल माध्यम से सीखने के अनेकों अनेक तरीके अब उपलब्ध है परंतु वर्तमान में विद्यालयों और विशेषकर कक्षाओं में उपलब्ध आधारभूत व्यवस्थाएं और अध्यापन का तरीका विद्यार्थियों को इसको परखने का मौका नहीं देती है और यहीं पर आकर हम एक ऐसी सेवा प्रदान करना चाहते हैं जहां पर की सीखने की पूरी प्रक्रिया जिसमें की नोट्स लिखना डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता डिजिटल माध्यम द्वारा सीखने के लिए एप्लीकेशन सब कुछ कक्षा की रूपरेखा में होगा प्रोफेसर क्या यह कक्षा का आपका अपना अनुभव है मुझे याद है कि जब मैं आप लोगों से पूछता था कि क्या आपको याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था तो सभी लोग तेजी से अपने नोट्स इधर उधर पलटते थे पर ढूंढ नहीं पाते थे फिर एक दूसरे के पड़ोसी के नोट्स यह जाने के लिए देखते थे कि क्या उसने सही लिखा है क्या इसकी वजह से आप लोगों ने इस समस्या पर ध्यान दिया या कुछ और कारण था नितिन कुरियन सी ओ ओ निऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जिस समस्या से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल शामिल है पर हमने यह सुनिश्चित किया है कि यह सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं हो यह करीब करीब हर विद्यार्थी की समस्या हो अपने द्वारा पहले लिखे हुए नोट्स को ढूंढने में हर विद्यार्थी को मुश्किल होती है किताबो को भी पुस्तकालय जाकर ढूंढना होता है l इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से काफी लाभ होगा l ये हम अपनी पढाई के दौरान हुए अनुभव से कह रहे हैं l प्रोफेसर ठीक है सिद्धार्थ मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस समस्या में अपने व्यक्तिगत अनुभव का इस्तेमाल किया है मुझे यह समझ में आता है परंतु जो भाग अब आपने उठाया है वह इसके लिए बहुत ही विशेष है आपने ऐसा क्यों किया उसका कारण मैं देख सकता हूं पर मैं वास्तव में आप सबसे यह जानना चाहता हूं की संपूर्ण परिकल्पना की दृष्टि से यह भाग क्यों लिया गया है और यह आप चारों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है सिद्धार्थ मातुरी सर इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूंगा की एक विद्यालय जाने वाले छात्र के लिए लिखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि उनको कुशलता से सीखने में मदद करता है हमने यही बात अपने विद्यालय व कॉलेज के पूरे अनुभव से निर्धारित करी स्कूल के दिनों में हमें रोज यह बताया गया की अधिक लिखने से हमारी याददाश्त पड़ती है इससे हमें ठीक से और जल्दी समझ में आता है और ग्राफ व रेखा चित्र का अभ्यास करने से हमें वह लंबे समय तक याद रहते हैं इन सब बिंदुओं और कारको को ध्यान रखते हुए यह उत्पाद स्कूल जाने वाले छात्रों को मदद कर सकता है क्योंकि उन्हें अलग अलग विषय के नोट्स और किताबें संभाल के रखने पड़ते हैं जो कि एक ऐसे छोटे बच्चे के लिए परेशानी है जो कि स्वयं अभी जीवन और विषय के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हो आजकल किताब देखने से बच्चों के अंदर एक तरीके का उत्साह जगता है यह देखना कि गणित या विज्ञान की किताब कितनी मोटी है एक तरह से बच्चे की मानसिकता के साथ खेलना है तो यह सारे कारण इस उत्पाद में सम्मिलित हैं और हम इस उत्पाद के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं की एक विषय के लिए बहुत सारी किताबें या नोटबुक ना हो इसके द्वारा विद्यार्थी वास्तव में अपने स्कूल ट्यूशन घर परीक्षा तैयारी के नोट्स या अन्य किसी प्रकार की लिखित सामग्री को अपने व्यक्तिगत डिजिटल स्पेस मैं सुव्यवस्थित कर सकते हैं इससे उनको सक्रिय होकर लगातार लिखने में भी मदद मिलती है जोकि छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सीखने का तरीका है साथ में यह भी ध्यान देने वाली बात है की स्कूल में नोटबुक्स का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और कागज एक ऐसी सामग्री है जिसको हम बहुत समय से किसी अन्य वस्तु से बदलना चाहते थे परंतु हमें कोई सही वस्तु नहीं मिल पायी थी हमें लगता है यह पूरा विचार उस खाली स्थान पर जिसका पता हमने लगाया बिल्कुल सही बैठ सकता है इसके द्वारा हम वास्तव में जैसे हम नोटबुक में नोट्स लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं और हम किताब की विषय वस्तु तक भी पहुंच सकते हैं जैसे कि हम किताब के माध्यम से पहुंचते थे प्रोफेसर श्याम मेरे पास तुम्हारे लिए प्रश्न है तुम मार्केटिंग का काम देखते हो तो मुझे बताओ की मार्केट का मिजाज क्या कहता है क्योंकि मेरे अनुसार लिखना धीरे धीरे एक गायब होने वाली कला होती जा रही है मैं यहां नोट्स लिख रहा हूं पर मैं अक्सर देखता हूं कि लोग किसी यंत्र पर लिख रहे होते हैं या उनके अंगूठे किसी यंत्र पर सक्रिय होते हैं मैंने लोगों को हाथ से लिखते हुए ज्यादा नहीं सुना है वास्तव में वे इसके बारे में खुद भी भूल गए हैं मैंने सुना है की तुम लोगों से मिलते हो उनको समझते हो उनके साथ दोस्ती का भाव रखते हो तो मेरा प्रश्न तुमसे यह है की मुझे मार्केट का मिजाज बताओ श्याम पॉल ऍम मार्केटिंग नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय थोड़ा बदलाव आया है लोग लिखने की बजाए टाइप करना ज्यादा पसंद करते हैं यह कुछ स्कूल और संस्थानों में भी देखा गया है पर वास्तव में कीबोर्ड इत्यादि के आने से हालांकि एक बदलाव आया है परंतु अभी भी लिखने का प्रयोग कारपोरेट कार्यालयों संस्थानों विद्यालयों सभी जगह हो रहा है सिद्धार्थ मातुरी हमने डिजिटल बदलाव देखा है जिसमें पाठन सामग्री को मूलतः कीबोर्ड और टाइपिंग द्वारा डाला जाता है और लिखने की पूरी क्रिया आजकल टाइपिंग में बदल गई है जिससे कि हम अपने लिए एक डिजिटल कॉपी या डिजिटल माध्यम द्वारा सुरक्षित सामग्री इत्यादि रख सकें जब हम टाइपिंग की बात करते हैं तो हम एक पूर्व निर्धारित सोच के तहत एक खास शब्द एक खास विचार एक खास वाक्य टाइप करते हैं परंतु जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ एक सोच के साथ जाते हैं और जो हमारे दिमाग में आता है उसे लिखते चले जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिखने का तरीका यह है कि मैं एक शब्द लिखता हूं और उसके चारों ओर फ्लोचार्ट बनाता हूं फिर पूरा व्याख्यान फ्लोचार्ट और कुछ शब्दों में बनाता हूं और फिर उनको देखते हुए पूरा व्याख्यान बनाता हूं तो मेरे मामले में लिखना सीखने का तरीका है विषय को अपने तरीके से विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करना मेरे हिसाब से टाइपिंग में संभव नहीं है यदि मेरे पास कक्षा में लैपटॉप होगा और अगर मुझे नोट्स लेने होंगे तो तो मैं जो प्रोफेसर पढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे या लिखवा रहे होंगे उसी को टाइप करता रहूंगा परंतु यदि मेरे पास एक पेन और कागज होगा तो मैं केवल मुख्य शब्द या अपने हिसाब से विषय वस्तु लिखूंगा या रेखाचित्र बनाऊंगा फिर में अपने विचार उन मुख्य शब्दों पर लगा लूंगा और उस विषय पर स्वयं की सीख से लिखें आर्टिकल या ब्लॉक को लेकर आऊंगा वर्तमान परिस्थिति में लिखने के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने में इन सब का अभाव महसूस हो रहा है नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स और सर आप देखिए कि कीबोर्ड लिखने के माध्यम के रूप में कैसे अस्तित्व में आया कीबोर्ड का आविष्कार इसलिए हुआ जिससे कि लोग जो लिखना चाहते हैं डिजिटल माध्यम के द्वारा लिख पाए यदि कोई ऐसा माध्यम होता जिस पर मैं लिख पाता और फिर वह डिजिटल में परिवर्तित हो जाता व सभी तरीके की तकनीक जैसे कि डेस्कटॉप लैपटॉप इत्यादि पर सामान्य रूप से चल पाता तो शायद लोग अभी तक लिख रहे होते क्योंकि लिखना हमें प्राकृतिक रूप से आता है और बचपन से हमने लिखना सीखा है और यह हमें तब सिखाया गया जब हम स्कूल में थे परंतु टाइपिंग हम सब मजबूरी वश करते हैं जब हम परास्नातक या कारपोरेट दुनिया में घुसते हैं तो यदि कोई ऐसी तकनीक होती जिसके द्वारा लोग जो लिखते वह आसानी से डिजिटल हो जाता तब शायद जिस तरह से कीबोर्ड डेस्कटॉप व लैपटॉप विकसित हुए हैं ऐसा ना हुआ होता और इसीलिए हम सोचते हैं की इस प्रकार के उत्पाद के लिए अवसर है प्रोफेसर सुप्रा तुम्हारे लिए एक टेक्नोलॉजी संबंधित प्रश्न है मुझे पता है कि तुम इस टीम में टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य देखते हो हाल ही में मुझे एक डिजिटल यंत्र पर कहीं हस्ताक्षर करना था हस्ताक्षर करने के कुछ दिन बाद जब मैंने फिर से अपने हस्ताक्षर देखें तो मैंने कहा अरे यह क्या है क्या यही हस्ताक्षर मैंने किए थे सर्वप्रथम मुझे उस स्क्रीन पर अपने हस्ताक्षर बनाने के पूरे अनुभव में मजा नहीं आया मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे कागज और पेन से हस्ताक्षर करना अच्छा लगता है क्योंकि हस्ताक्षर मेरे लिए व्यक्तिगत है तो तुम्हारी वर्तमान स्थिति के बारे में क्या राय है मुझे बताओ सुप्रतिव दास सी टी ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कहा कि लिखना आपके लिए एक अनुभव है प्रोफेसर बिल्कुल सही सुप्रतिव दास सी टी ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक मार्केट में उपलब्ध जितने भी डिजिटल टेबलेट है उनपर जिस माध्यम पर हम लिखते हैं वह विशेषकर लिखने के लिए नहीं बनाएं गए हैं हमारी समस्या नोट्स और कागज संभालने से संबंधित है जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल यंत्र या माध्यम द्वारा आपके हस्ताक्षर ठीक से पहचाने नहीं जा रहे थे ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग या परिवर्तन हो गया था जब आप अपनी छाप कागज पर छोड़ते हैं आप पहली बार हस्ताक्षर करते हैं तो आप उसको कहीं पर भी भविष्य में नहीं बदलते है इसलिए आप अपने हस्ताक्षर को बिना बदलाव के पाते हैं हमारा उत्पाद ऐसा अनुभव देता है कि आप अपने हस्ताक्षर को संभाल कर रख पाए आप जो लिखे उसे आप देख सके भविष्य में वह नहीं बदलेगा जैसा आपने कहा कि जो डिजिटल उत्पाद उपलब्ध है उनसे आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है इसका कारण यह है कि वह लोग हाथ की लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वे केवल नोट्स लेने पर ध्यान दे रहे हैं यह ठीक है परंतु आप कल्पना कीजिए कि आप यह उपकरण जैसे की टेबलेट किसी छात्र के हाथ में रख दें तो कुछ वाक्य लिखने के बाद वे उस पर आगे नहीं लिख पाएंगे l किसी छात्र के लिए यह पसंदीदा लिखने का माध्यम क्यों नहीं हो सकता इसके कई कारण हैं पहला यह कि लोगों को इस पर कागज जैसा विश्वास नहीं है दूसरी बात यह है की आजकल के डिजिटल टेबलेट में असीमित और अबाधित सामग्री है आप टेबलेट को उस हद तक प्रतिबंधित नहीं कर सकते जहां पर की उसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति उसमे दिलचस्पी खो दे यदि आप टेबलेट को उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य तक प्रतिबंधित कर देंगे तो लोग उस पर लिखने का भाव खो देंगे परंतु यदि आप उनको ऐसा उपकरण देंगे जो कि वही कार्य करें जो कि वह करने के लिए बना है उदाहरण के लिए हमारे मामले में यह नोट बुक का काम कर रहा है यह आपको बिल्कुल वैसा ही लिखने का अनुभव देगा और आप डिजिटल प्रारूप में उसे संभाल के रख सकते हैं तो आपको इस डिजिटल उत्पाद और बाकी के उत्पादों में अंतर समझाना नहीं पड़ेगा आज के समय में जो सबसे अच्छे डिजिटल माध्यम हैं वह भी हाथ से लिखने का असल अनुभव नहीं दे पाते हैं प्रोफेसर मुझे यह समझ में आया की लिखना तो अपने शुद्ध रूप में लिखना ही होता है और डिजिटल व बाकी सब तो बाद की बात है हां मुझे आपकी बात समझ में आ रही है सुप्रतिव दास सी टी ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसा नितिन ने कहा इस कीबोर्ड की क्या जरूरत है कीबोर्ड का आविष्कार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो भी कुछ हमारे दिमाग में हैं जो कुछ भी हमने पहले लिखा था उसको हम डिजिटल माध्यम में बदल सके यह रेखा खींचने के लिए नहीं है क्योंकि आप इससे यह कर ही नहीं सकते इसके लिए आपको माउस की आवश्यकता होती है यह सब वो डिजिटल उपकरण है जिनमें आपको हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा हाथ से लिखना तो बहुत ही स्वाभाविक है तो अब तक जो उत्पाद मार्केट में उपलब्ध है उनमें यह सब विशेषताएं नहीं है प्रोफेसर यही मैं भी सोच रहा हूं मैंने कहीं पढ़ा है कि सूचना को रिकॉर्ड करने की क्षमता कीबोर्ड पर अत्यधिक बढ़ जाती है इसलिए मैं बहुत तेजी से टाइप कर सकता हूं परंतु जब मैं लिखता हूं तो यह गति कीबोर्ड से धीमी होती है तो इस प्रकार आप क्या सोचते हैं कि जो इस उत्पाद के लिए आपके लक्ष्य हैं यानी कि छोटे बच्चे वे पीछे छूट रहे हैं क्योंकि अब बात सूचना अतिभार की हो रही है तो क्या उनको रिकॉर्डिंग करके सबसे आगे नहीं रहना चाहिए क्योंकि आज के समय में तेज गति ही सार है आप इस बारे में क्या सोचते हैं की जब आप के चारों तरफ सब कुछ इतनी तेजी से चल रहा हो तो आप धीमी गति से नहीं चल सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी जैसा कि आपने कहा कि कीबोर्ड सूचना डालने का बहुत ही तेज तरीका है यह बिल्कुल सही बात है जब हमारे पास कोई सूचना या डाटा पहले से किसी दूसरे रूप में है और हम उसको डिजिटल रूप या वर्चुअल मेमोरी का रूप देना चाहते हैं तो हां हम उसको कीबोर्ड की मदद से तेजी से डिजिटल माध्यम में बदल सकते हैं परंतु जब हम कुछ नया सोचना चाहते हैं किसी नई चीज की रचना करना चाहते हैं उसमें अपना दिमाग लगाना चाहते हैं जैसे कि कविता या कोई नया आर्टिकल तो हम लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम शायद इधर उधर से शब्दों के ऊपर काम करेंगे नए वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम उसे काटने के भी आदी है फिर से कुछ वैसा ही रेखा चित्रों के साथ लिखने का प्रयास करेंगे यह सब क्रियाएं अच्छे प्रकार से कीबोर्ड द्वारा नहीं की जा सकती हैं तो हम सीखने को सबसे प्रमुख साधन मानकर चल रहे हैं और छात्र की सृजनात्मकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जोकि कीबोर्ड प्रयोग करने के संदर्भ में बहुत ही कम है तो कीबोर्ड के संदर्भ में यह बहुत ही सीधा एवं स्पष्ट है कीबोर्ड का प्रयोग मूलतः उसी तरह से है जैसे कि हम किसी छात्र को कुछ प्रश्न या पाठ परीक्षा के लिए रटने के लिए कहें और वह रटकर उसे बता सके इसी प्रकार कीबोर्ड में भी कॉपी पेस्ट का विकल्प होता है जबकि लिखने में आप स्वयं अपनी कहानी लिखते हैं की अवधारणा क्या है और आपको उसका प्रयोग करके क्या समझ में आया तो लिखने में लोग असल में लिखते हुए सुधार करते हैं जबकि एक नियत सूचना के साथ टाइप करने में यह संभव नहीं है नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको कक्षा का एक विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूं जहां कीबोर्ड की तीव्र गति दोष बन सकती है कल्पना कीजिए कि आपको कीबोर्ड पर बहुत तीव्र गति मिल रही है तो जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा आप प्रत्येक शब्द जो कि प्रोसेसर कह रहे हैं टाइप करने की कोशिश करोगे कुछ समय बाद यह ऐसी क्रिया हो जाएगी जिसे करने का आपको एहसास भी नहीं होगा प्रोफेसर बोलते जाएंगे और आप बस नोट करते रहेंगे जबकि लिखने की अंतर्निहित धीमी गति के कारण आप पहले जो प्रोफेसर कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपने शब्दों में लिखते हैं तो लिखने की प्रक्रिया में खुद ही कुछ हद तक सीखना भी शामिल हो जाता है इसीलिए हम इसे शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में लाना चाहते हैं प्रोफेसर ठीक है सिद्धार्थ मातुरी तो जिस क्षण किसी प्रकार की सूचना वर्चुअल स्थान में जाने के लिए तैयार होती है तो यह उत्पाद लाभकारी होगा परंतु यदि कोई सूचना उपलब्ध है और हम बस उसे स्थानांतरित कर रहे हैं तो हम पक्के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से कीबोर्ड का प्रयोग उसे कॉपी करके लेने के लिए कर सकते हैं हमारा लक्ष्य सीखने में सृजनात्मकता को और बढ़ाना है प्रोफेसर नित्थिन ने जो कहा उससे मुझे मार्क टवेन का कथन " कक्षा मात्र शिक्षक के नोटबुक से छात्र के नोटबुक तक नोट्स का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए जब तक यह दोनों के दिमाग से न गुजरे" याद आ गया मैं उस प्रकार से पुरानी सोच का हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि लिखे हुए नोट वास्तव में आपकी बहुत मदद करते हैं खासकर जब आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हो तब यह आपकी सीखने की गति सीखने की प्रक्रिया को आंतरिक तौर पर शुद्ध कर देता है यह वैसे ही है जैसे कि हाथ दिमाग से बात करे तो मैं पूरी तरह से इस बात में तुमसे सहमत हूं क्या आप लोगों ने कोई अध्ययन या कुछ और सुव्यवस्थित तरीके से किया क्योंकि डिजाइन थिंकिंग का एक हिस्सा कला है क्योंकि आपको सामने वाले के नजरिए को जानना पड़ता है आपको जो दिख रहा है उसे समझना पड़ता है और आपको और गहराई में जाकर उस मुद्दे का समाधान ढूंढना पड़ता है और फिर वापस जाकर सामने वाले को बताना होता है कि मेरे हिसाब से यह समाधान आपकी समस्या को दूर कर देगा तो प्रक्रिया के तौर पर या किसी अन्य सुव्यवस्थित तरीके से क्या आप लोगों ने पहले कोई कोशिश करी है मेरा दिमाग उसे समझना चाह रहा है नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः शोध के संदर्भ में यह जानने के लिए की ऐसी कोई चीज हमारे ग्राहक जो की छात्र हैं के लिए कितनी कारगर साबित होगी हमने आगे बढ़कर समूह में फोकस शोध और साक्षात्कार किए यह शोध ज्यादातर वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या जो स्कूल से अभी बाहर निकले हैं उन पर किया गया हमें जो फीडबैक मिला उसके अनुसार विद्यार्थी निश्चित तौर पर एक ही स्थान पर अपने सारे नोट्स लाने में रुचि रखते हैं परंतु उनके पास कोई डिजिटल विकल्प नहीं है हमने पता लगाया कि अधिकतर छात्र एक रजिस्टर में ही सारे विषयों के नोट्स लिखते हैं और यदि वह सुबह से शाम तक पढ़ते हैं तो वे अधिकतर बुकमार्क या पोस्ट का प्रयोग एक ही नोटबुक में अपने नोटस् को सुव्यवस्थित करने के लिए करते हैं सभी विद्यार्थियों को 1 दिन में स्कूल में पढ़ने में प्रयोग आने वाली सभी पुस्तकों को साथ ले जाना अनिवार्य होता है और इनमें काफी वजन होता है जिससे कि यह विद्यार्थियों के लिए जटिल बोझिल और परेशान कर देने वाली क्रिया है सिद्धार्थ मातुरी यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 25 से 3 साल में जब से हमने सुप्रा के विचार के स्तर से शुरू किया तब से लेकर आज तक हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर कि संभवत हम उसके इर्द गिर्द एक उत्पाद कुछ सेवाएं और एक सिस्टम विकसित कर सकें मार्केट विद्यार्थी प्रशिक्षकों के साथ हुई बातचीत के हिसाब से हम अपनी अवधारणा या उत्पाद को 3 से 4 बार बदल चुके हैं तो हमने मूलतः एक प्रकार से एक साधारण स्लेट से शुरुआत की थी जिस पर की हम अपने प्री प्राइमरी स्कूल की स्लेट तरह लिखकर मिटा सके फिर हमने एक नमूना बनाया जिसमें हम इस स्लेट को ब्लूटूथ के माध्यम से एक स्मार्ट उपकरण से जोड़कर इन नोट्स को उस स्मार्ट उपकरण में रिकॉर्ड कर सकें और अब हम उस प्रक्रिया में हैं जिसमें वास्तव में इन नोट्स को लिख सकें आवश्यकतानुसार उसी उपकरण में ढूंढ सकें उसी उपकरण में व्यवस्थित कर सकें और सीधे से इसका तालमेल क्लाउड के साथ बैठा सकें हमने इस विषय में मार्केट में विद्यार्थियों शिक्षकों अभिभावकों व विद्यालय के प्रशासनिक स्टाफ के साथ अलग अलग अवसरों पर बातचीत की है हमें अलग अलग क्षेत्रों के छात्रों से भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त हुआ है इस पूरे ज्ञान को साथ लेकर हमने ये उत्पाद बनाया है जिस पर कि हम करीब करीब पूरे विषय को लिख व्यवस्थित और सेव कर सकते हैं प्रोफेसर एक सामान्य प्रश्न है कि जैसा आपने कहा कि आप इस राह पर पिछले 3 साल से हैं और आप एक प्रकार से डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का प्रयोग उत्पाद को मार्केट में ले जाने से पहले कर रहे हैं यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहता है फिर अपना उत्पाद उसके हिसाब से ठीक कर रहे हैं फिर वापस जाकर देख रहे हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है यह पारंपरिक तौर पर डिजाइन थिंकिंग की पद्धति है और मुझे पता है कि अब आप इसे पेशेवर ढंग से कर रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यदि कोई एकदम पहला कदम रख रहा है तो आप अपने अनुभव से उससे क्या कहेंगे क्या आप एक पेशेवर की तरह कहेंगे कि तुम उस राह मत जाओ इस राह जाओ क्योंकि हमने सीखा है कि वह राह कठिनाइयों से भरी है या हम आपको यह सुझाव देना चाहेंगे सिद्धार्थ मातुरी पहली बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें कहूंगा की समस्या को पक्के तौर पर समझने से शुरुआत करें अपने ग्राहकों से जाकर बात करें अच्छे प्रकार से उनका नजरिया समझे उनके तरीके से चीजों को देखें उनकी जीवन शैली को समझें और उसके बाद उनकी रोज की क्रियाओं को एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाएं उनकी दिनचर्या को विधिवत समझे और फिर कुछ निष्कर्ष निकाले जिससे कि उनके सामने उस समस्या को सही तौर पर रख सके जिन्न की पहचान वह स्वयं भी नहीं कर पाए हैं और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं मेरे ख्याल में समस्या को पहचान लेना आगे की पूरी प्रक्रिया की कुंजी होगी नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स एक और समस्या है की शुरुआत में जो बाहरी तौर पर समस्या लगती है वह वास्तव में शायद समस्या हो ही ना आपके दिमाग में कोई उत्पाद या विचार हो सकता है और आप यह सोच रहे होंगे कि आप किसी विशेष समस्या था समाधान कर रहे हैं पर जब आप ग्राहक से लंबे समय तक बातचीत करते हैं और जब आप समस्या के लिए गहराई में उतरते हैं तो आपको समझ में आता है की असली समस्या क्या है प्रोफेसर क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हमारी स्थिति में हम एक योजना के साथ चले की विद्यार्थी अपने नोट्स को डिजिटल माध्यम में रखना चाहेंगेl फिर हमें समझ में आया कि विद्यार्थी अपने नोट एक ही जगह पर सुव्यवस्थित करना चाहते हैं अब प्रश्न उठता है कि वे इसे अनेक स्थान की बजाएं एक ही स्थान पर क्यों करना चाहेंगे एक कारण हो सकता है कि इससे उन्हें सीखने में आसानी होगी अध्यापक यह समझ पाएंगे कि नोट्स कहां है और विद्यार्थियों के लिए नोट्स सुव्यवस्थित करना आसान हो जाएगा फिर हमने समस्या को और गहराई से समझने की कोशिश करी और हमने यह जाना की इस वजह से लोग कागज को हमारे उत्पाद से बदलना चाहेंगे प्रोफेसर अभी तक जो मुझे समझ में आया उसके अनुसार केवल एक अच्छा लिखने का अनुभव होना ही पर्याप्त नहीं है लिखने का अनुभव तो उसकी शुरुआत है मैं ठीक कह रहा हूं ना फिर कई स्तर है और सतह है जिनसे विद्यार्थी रोजाना जूझ रहा है और जिनके बारे में आप अपने आप तक सीमित होकर सिर्फ उत्पाद के डिजाइन के बारे में सोच कर नहीं जान पाते अगर आप सुप्रा को अकेले डिजाइन करने देते तो मुझे विश्वास है की सब अच्छा होता परंतु आप लोगों द्वारा उपलब्ध कराए हुए ज्ञान से उसे निरंतर चुनौतियां मिलती हैं की सिर्फ लिखने का अनुभव ही काफी नहीं है और वास्तव में इसमें बहुत कुछ और भी है मैं सुप्रा का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं पर यह काम करने का एक तरीका है और मुझे भी इससे सीखने का अवसर मिल रहा है आप लोगों ने क्या कोई और चौंका देने वाली गलतियां की हैं और क्या आप चाहते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनमें से कोई यह कहे कि "हे भगवान धन्यवाद कि मैं उस रास्ते नहीं जा रहा हूं " सिद्धार्थ मातुरी समस्या को ठीक से जांचना शुरुआत के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है खासकर हमारी परिस्थिति मे सर क्योंकि शुरू के दिनों में किसी भी अन्य स्टार्टअप की तरह हम आमदनी करने और पैसा कमाने के लिए तत्पर थे जिससे कि हम नए निवेशको व ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें तो हमारा विचार था कि हम एक बहुत ही आधारभूत और साधारण उत्पाद लेकर आएं जोकि सिर्फ प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए लिख कर मिटा सके क्योंकि वे बहुत ही प्रारंभिक स्तर का सीख रहे होते हैं जिसमें की थोड़ा लिखना और पढ़ना ही शामिल होता है फिर हमने यह पाया कि जो वह सीख रहे हैं वह लिखने और मिटाने वाले बोर्ड पर उतनी निपुणता से नहीं हो पा रहा है फिर हमने इसे जांचा और पाया केवल लिखने और मिटाने से विद्यार्थी का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स उसे कागज पर लिखने का अनुभव मिल रहा है तो हम वापस आपके कथन पर आते हैं हमने अपने इस उत्पाद के सफर में सिर्फ लिखने के अनुभव के विषय में बहुत जल्दी नहीं सीखा प्रोफेसर अच्छा नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर यह हम बहुत पहले सीख जाते तो अभी की तुलना में उत्पाद बहुत पहले विकसित हो चुका होता और बहुत जल्दी उसमें जरूरी बदलाव भी आ जातेl प्रोफेसर आपने कितनी दिलचस्प बात बताइ मैं जो शब्द आपने कहा कि उत्पाद समय के साथ विकसित हुआ उस पर केंद्रित करना चाहूंगा इससे पता चलता है कि उत्पाद एक दिन अचानक से प्रकट नहीं हुआ और आप लोगों ने कहा की ओह यह तो बहुत अच्छा उत्पाद है चलो इसे बेचना शुरू करते हैं वास्तव में उत्पाद धीरे धीरे विकसित हुआ आपने जो कहा वह वाकई में मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि कई बार आविष्कारक या समस्या सुलझाने वाले के तौर पर हम जो दिमाग में पहला विचार आता है उस पर अड जाते हैं और सोचते हैं की यह पूरे मार्केट को बदल देगा क्रांति ले आएगा परंतु अक्सर ऐसा होता नहीं है वास्तव में उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है और यह बदलाव पहले आपके दिमाग में आता है और फिर उसके बाद अपने काबिल टीम के सदस्यों जैसे कि आप लोग मैं बदलाव आता है और फिर धीरे धीरे यह पहले के मुकाबले बेहतर और स्पष्ट संभावनाओं में परिवर्तित होने लगता है और आप या ये इसे पसंद करें या ना करें पर यह चलता रहता है अब तक हमने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पहले आपकी सोचने की प्रक्रिया क्या रही इस सब से आप आगे कैसे बढ़े और कैसे आपने मार्केट से मिली सूचना पर काम किया और फिर वापस परीक्षण के लिए मार्केट गए तो अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का प्रयोग इस उत्पाद पर करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि हम इसके चार चरणों लोगों के नजरिए को समझना विश्लेषण समाधान और परीक्षण का प्रयोग कैसे किया जाता है हम पांचों का यही केंद्र बिंदु होगा मेरा प्रश्न फिर से आपसे यह है की हम आगे कैसे बढ़े मतलब इस उत्पाद को मार्केट में ले जाने से हमें क्या रोक रहा है और आप हमारे कोर्स में अपनी कौन सी प्राथमिक चुनौतियों के विषय में बात करेंगे जिससे कि हम सबको बता सके कि हम डिजाइन थिंकिंग में यह सब करने जा रहे हैं नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा की क्योंकि यह उत्पाद संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक है तो इसकी एक कमी यह है कि हमारे पास इसका कोई चलता फिरता नमूना नहीं है जिसको कि हम ग्राहकों के पास ले जा सके यह सॉफ्टवेयर उत्पादों की तरह नहीं है जहां पर कि आप एक न्यूनतम व्यवहारिक अवधारणा बना लेते हैं और मार्केट में जाकर उस पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया देखते हैं परंतु क्योंकि हमारे पास एक उत्पाद की अवधारणा है हम इस उत्पाद के उद्यमी और सर्जक के तौर पर कम से कम अब तक बिल्कुल स्पष्ट है की इस उत्पाद में मूल कार्यात्मकता क्या होगी पर हमारे पास संपूर्ण रूप से भौतिक उपकरण नहीं है जिसे लेकर हम ग्राहक के पास जा सके उनका नजरिया समझ सके उनसे सीख सकें यहां डिजाइन थिंकिंग हमें मदद कर सकती है प्रोफेसर यह तो एक हो गया क्या हम किसी और बात का प्रयोग भी इस मंच पर कर सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी हां सर अगर हम इस उत्पाद के विकसित होने की प्रक्रिया पर वापस जाएं तो जैसा कि हमने पहले बताया कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे जब हमने जांचा तो मार्केट ने उसे नकार दिया फिर हमने वह बनाया जिसकी मार्केट को जरूरत थी और उसके भी आगे अब हम प्रूफ ऑफ कांसेप्ट लेकर आने के प्रयास में है जिसका परीक्षण हम फिर से मार्केट में करेंगे तो हम डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया का प्रयोग उत्पाद विकसित करने में कर रहे हैं तो हम फिर से मार्केट में जाएंगे और यदि ग्राहक कहेंगे कि हां यही हमने मांगा था तब हम असल में उसका विश्लेषण करेंगे और फिर एक असली डिजाइन या फिर उसके चारों ओर की रूपरेखा बनाएंगे जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके अगर वह कहेंगे कि यह आंशिक तौर पर ही हमारी अपेक्षाओं को पूरा करता है तो हम डिजाइन थिंकिंग पर वापस जाकर उनकी समस्या को अच्छे से समझेंगे उसकी तह तक जाएंगे और फिर से एक बेहतर समाधान लेकर आएंगे फिर समाधान का विश्लेषण करेंगे परीक्षण करेंगे और इस उत्पाद का नया प्रारूप तैयार करेंगे उत्पाद को विकसित करने में हम डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया से मदद लेंगे प्रोफेसर अब मुझे काफी समझ में आ रहा है मैं समझ पा रहा हूं कि उत्पाद कैसा है ग्राहकों को क्या पसंद है क्या नापसंद है उनके पास क्या है और क्या नहीं है पर यहां से आगे कैसे बढ़ना है यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो यदि डिजाइन थिंकिंग के द्वारा आप आगे बढ़ पाए तो आपकी काफी मदद हो जाएगी नित्थिन ने जो कहा उसकी यदि मैं संक्षिप्त व्याख्या करूं तो आप एक अवधारणा को ग्राहक को कैसे समझा सकते हैं एक तरफ आपके पास उत्पाद का नमूना है जो पूर्णत विकसित उत्पाद नहीं है जैसा कि अक्सर हम बाजार में देखते हैं जिसको की अलमारी या काउंटर से निकाल कर दिया जा सकता है परंतु यह सिर्फ विचार भी नहीं है या आप सब की मिली जुली सोच मात्र भी नहीं है हम इसे सामने देख सकते हैं तो फिर हम किसी को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मेरे दिमाग में वास्तव में यह विचार है और यह नमूना उसकी परछाई मात्र है नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स और जब मैं उद्यमी की तरह ग्राहक को अपनी अवधारणा का प्रूफ आफ कॉन्सेप्ट देता हूं तो मेरे दिमाग में मार्केट में भेजने के लिए उत्पाद कल्पना होती है परंतु जो भी धारणा या ज्ञान उपयोगकर्ता हमें दे रहा है वह पूर्ण रूप से उस अवधारणा पर आधारित है जो मैं उसे दिखा रहा हूं इसलिए इसमें कुछ हद तक पूर्वाग्रह होने की वजह से मुझे सही दिशा में सूचना नहीं मिल पाएगी यही कुछ हमारी चिंताएं हैं जिनका हम डिजाइन थिंकिंग के द्वारा ध्यान रखना चाहते हैं प्रोफेसर यह तो काफी दिलचस्प है आप चारों से जानना चाहूंगा कि कोई और बात तो नहीं है मैं आपके मुंह से शब्द निकलवाना चाह रहा हूं मुझे पता नहीं कि मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं कक्षा में भी मैं ऐसा ही करता था तो स्थान और वजन के बीच का द्वंद कि आपके उत्पाद का मुख्य द्वंद है बल्कि उत्पाद नहीं जो ग्राहक आपका लक्ष्य हैं उनका यह प्रमुख द्वंद है उनके पिट्ठू बस्ते में सीमित स्थान होता है उनकी पीठ कोमल होती है और हम उनको बोझ के तले दबाना नहीं चाहते है वस्तुतः कई सारी सरकारें विद्यार्थियों के बस्ते के वजन पर प्रतिबंध लगाना चाहती है यह काफी रोचक द्वंद भी है तो मैंने कुछ निकाल ही लिया जो कि हम अपनी पद्धति द्वारा संभाल सकते हैं तकनीकी पहलू से सुप्रा आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे सुप्रतिव दास सी टी ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स सर तकनीकी तौर पर मैं तो तभी कुछ कह सकता हूं जब हम पूर्ण रूप से तैयार और दिखाने लायक उत्पाद लेकर नहीं आ जाते तब ही यह पता किया जा सकता है की व्यक्ति को असल में उत्पाद पसंद आया या नहीं क्या इसमें कोई जोखिम है या इसमें कोई सुधार या बदलाव की जरूरत है उस स्थिति में हम डिजाइन थिंकिंग की मदद लेकर एक समाधान निकाल सकते हैं जो की उपभोक्ता की खास जरूरत के अनुसार हो सकता है क्योंकि अभी हम यह जान रहे हैं कि लोग लिखना पसंद करते हैं जैसा आपने कहा की कागज़ और नोटबुक जगह घेरते हैं उनका वजन होता है यह सब बहुत ही विस्तृत कार्य हैं अभी तक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो किया है वह यह है कि लोगों के साथ एक सर्वसम्मति पर आना कि वे ऐसा कुछ पाने पर बहुत पसंद करेंगे जिसमें वह सब कुछ सेव कर सकते हैं एक बार यह हो जाए तो बाद के चरणों में अगर किसी चीज में बदलाव या बेहतर करने की आवश्यकता है तो स्पष्ट तौर पर डिजाइन थिंकिंग हमारी मदद करेगा नित्थिन कुरियन सी ओ ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के मामले में भी जो इस उत्पाद में प्रयोग में लाई जा रही है सुप्रतिव दास सी टी ओ नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार क्योंकि तकनीक भी इन चारों आयाम भावुक विश्लेषण समाधान और फिर परीक्षण का अनुसरण करती है इसलिए डिजाइन थिंकिंग हमारी मदद करेगा प्रोफेसर इस पद्धति पर दृढ़ विश्वास के लिए धन्यवाद आप लोगों के कोई और विचार सिद्धार्थ मातुरी सर दूसरी बात इस उत्पाद से संबंधित जो आधारभूत संरचना अब बनाना चाह रहे हैं उससे संबंधित हो सकती है क्योंकि यह उत्पाद लिखने की प्रक्रिया के बारे में है ऐसी प्रक्रिया जिसकी अपनी एक आत्मा है प्रत्येक नौकरी की रूपरेखा में अनेक क्रियाएं होती हैं और उनमें से शायद कुछ मैं किसी प्रकार का लिखना शामिल होता है यह वैसे ही है जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर इनफॉरमेशन सिस्टम काम करता है या यदि हम एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से उदाहरण दें तो जैसे एक विद्यालय का प्रशासन ऊपर निदेशक से लेकर नीचे चपरासी तक होता है कल्पना कीजिए की एक कार्य करने के लिए आदेशों का एक खास वर्ग एक खास वर्ग के कर्मचारियों को दिया जाता है और कार्य करने के पश्चात उन्हें इसकी सूचना अपने वरिष्ठ प्रशासन को देनी है जो प्रोजेक्ट पूरा करके इसकी सूचना अपने से उच्च प्रशासन को देते है तो यह सारी क्रियाएं इस उपकरण के द्वारा अच्छे से निष्पादित और व्यवस्थित की जा सकती है तो हम मूलतः एक ऐसा उपकरण बना रहे हैं जो ना सिर्फ नोट्स को लिखने और उनको व्यवस्थित करने में ही मदद नहीं करता बल्कि एक परितंत्र या शायद आधारभूत संरचना विकसित करता है जिसके द्वारा लिखने से संबंधित यह सभी क्रियाएं और रोजमर्रा के ऐसे काम जिनमें लिखना शामिल है इस उपकरण के द्वारा किए जा सकें हम डिजाइन थिंकिंग का प्रयोग इस उपकरण के लिए उचित परितंत्र विकसित करने के लिए कर सकते हैं जिससे कि जब यह उत्पाद कोई उपभोक्ता खरीदें तो यह आधारभूत संरचना उनकी सेवा किस प्रकार कर रही है उसे कैसे बनाए रखना है के विषय में भी हम जान सके प्रोफेसर मैंने चार समस्याएं लिखी हैं जिन्हें हम संभवत काम कर सकते हैं हमने समस्या का संपूर्ण अवलोकन किया स्कूल जाने वाले बच्चे इस उत्पाद के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य हैं शायद खासकर हाई स्कूल के विद्यार्थी समस्याओं की सूची जो मैंने लिखी है वह इस प्रकार है की मुझे एक पूरी तरह से तैयार उत्पाद चाहिए किसी को राजी करने के लिए की वह इस उत्पाद पर ध्यान मात्र दे कि यह कैसे काम करता है परंतु मेरे पास सिर्फ नमूना है तो यह क्या काफी है और इससे मिलने वाला ज्ञान क्या पर्याप्त है दूसरा यह है कि हम सब ने उपकरणों के डिस्प्ले के संबंध में क्रांति देखी है यह छोटे होते जा रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं 3D हो रहे हैं हर प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं परंतु लिखने के संदर्भ में भविष्य में क्या होगा यह हम जानना चाहेंगे तकनीक के संदर्भ में क्या यह सर्वश्रेष्ठ है या इसके अलावा भी कुछ है उत्पाद तैयार होने पर क्या हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो हो गया या इसके पिछले सिरे पर कुछ और भी करना पड़ेगा क्या उसके लिए उपयुक्त है क्या उपभोक्ता इससे संतुष्ट होंगे और इस तकनीक के लिए हां कहेंगे और उनके दिल में इसको देख कर खुशी होगी और आखिर में लिखना इसमें कहां उपयुक्त बैठता है क्योंकि आखिरकार हम लिखने को केंद्र मानकर चल रहे हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसका प्रयोग स्कूल के प्रशासन के लिए हो सकता है विमान की जांच सूची के लिए हो सकता है परंतु फिर भी जैसा लोग कहते हैं की लिखना एक क्रिया है और हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कहां और कौन सी संज्ञा इसके साथ जोड़ी जा सकती हैं तो हम अब देखेंगे की डिजाइन थिंकिंग का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है और मैं आपका इसमें अधिकृत मार्गदर्शक या सलाहकार या प्रोफेसर या परामर्शदाता जो भी आप कहना चाहे हूं और हम देखेंगे कि इस उत्पाद को डिजाइन थिंकिंग के परिपेक्ष में कैसे विकसित किया जाए जिससे कि एक तो उत्पाद बेहतर हो जाए और दूसरा हम लोगों को यह भी प्रदर्शित कर पाए कि वे जो यह पूरा अभ्यास हम व्यवहारिक तौर पर कर रहे उससे कैसे सीख सकते हैं ठीक है धन्यवाद श्याम पॉल ऍम हेड मार्केटिंग नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या मैं एक और समस्या जोड़ सकता हूं प्रोफेसर हां बिल्कुल श्याम पॉल ऍम हेड मार्केटिंग नॉइन इलेक्ट्रॉनिक्स हां तो सर ये ध्यान में रखते हुए की अधिकतर विद्यालय सीखने के ऑनलाइन माध्यम ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं परंतु बहुत सारे विद्यालय अच्छी आधारभूत संरचना या मूलभूत टेबलेट से होने वाली पढ़ाई उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के बहुत कम विकल्प उपलब्ध है तो डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से हम उसका उत्तर भी ढूंढ सकते हैं विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं या वह टेबलेट और लैपटॉप का प्रयोग स्कूल में करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं तो यह कुछ चीजें हैं जिनका समाधान हम डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से ढूंढ सकते हैं प्रोफेसर बहुत बढ़िया अच्छा है मैंने इसमें यह भी जोड़ लिया है कि विद्यालयों में डिजिटल होने से क्या रोक रहा है क्योंकि वैसे वे तैयार हैं और ज़्यादातर स्मार्ट क्लासरूम ई पोर्टल डिजिटल पोर्टल इत्यादि की बात कर रहे हैं वास्तव में शिक्षण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया और कई सारी चीजें डिजिटल हो गई है तो फिर हम अभी तक कुछ प्रकार से पाषाण काल में और कुछ प्रकार से अंतरिक्ष काल में कैसे रह रहे हैं तो क्या यहां जो भी बातें हो रही हैं वह सब हमें इसमें मदद करेंगी अति उत्तम यह तो बहुत ही अच्छा डिजाइन थिंकिंग का प्रश्न है तो फिर धन्यवाद हम देखते हैं कि यह सब आगे कैसे चलता है बहुत बहुत धन्यवाद